सुप्रभात मित्रों हमारे पाठ्यक्रम के दूसरे मॉड्यूल में आपका स्वागत है जहां हम थर्मोडायनामिक गुण संबंधों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं पिछले सप्ताह में हमने मूल रूप से चार व्याख्यानों पर थर्मोडायनामिक्स के मूल सिद्धांतों की समीक्षा की है जहां हम थर्मोडायनामिक प्रणाली की मूल परिभाषा से शुरूआत करते हैं जिसमें हमने एंट्रोपी और एक्सेरजी की अवधारणाओं पर चर्चा की और वहाँ आपने सीखा है कि किसी भी खुली और बंध प्रणाली के उचित थर्मोडायनामिक विश्लेषण के लिए हमें थर्मोडायनामिक्स के पहले और दूसरे नियम को लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि पहला नियम एक ऊर्जा संतुलन प्रदान करता है जिससे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की संग्रहीत ऊर्जा का इंटरैक्शन मिलता है हालांकि पहला नियम प्रक्रिया को कोई दिशा प्रदान करने में विफल रहता है और इसलिए केवल पहले नियम पर निर्भरता ही पीएमएम II जैसी स्थिति को जन्म दे सकती है इसलिए हमें किसी विशेष प्रक्रिया की यथार्थवादी दिशा को समझने के लिए उष्मागतिकी के दूसरे नियम को भी लागू करना होगा और साथ ही किसी ऊष्मागतिकीय उपकरण के संचालन की सैद्धांतिक सीमा ऊष्मा इंजन या उलट ताप इंजन या किसी अन्य इसी तरह के ऊष्मागतिकीय उपकरण के संचालन के लिए भी समझना होगा जो ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम की अवधारणा का उपयोग कर रहा है या शायद हमें एक्सेरजी या दूसरे नियम की दक्षता को परिभाषित कर सकते हैं जिससे हम प्रदर्शन को समझने में सक्षम होंगे या कुछ आदर्श प्रदर्शन के बजाय अधिकतम संभव प्रदर्शन के संदर्भ में किसी भी डिवाइस के प्रदर्शन की तुलना करने में सक्षम होंगे और उन थर्मोडायनामिक विश्लेषण ऊर्जा अवधारणाओं के अनुप्रयोग या एक्सेरजी संतुलन के दौरान हमें कई प्रकार के गुणों का उपयोग करना पड़ा और यह विशेष मॉड्यूल में हम कुछ सबसे महत्वपूर्ण गुणों की पहचान करने के विकल्पों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें हमें थर्मोडायनामिक्स के पाठ्यक्रम में दोहराकर उपयोग करना होगा अब पिछले व्याख्यान या मुझे कहना चाहिए की पिछले हफ्ते मॉड्यूल 1 के चौथे व्याख्यान में मैंने थर्मोडायनामिक्स के संतुलन समीकरणों के बारे में उल्लेख करके समाप्त किया था जहां पहले नियम के आवेदन के लिए हमें ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को लागू करना है जबकि दूसरे नियम के विश्लेषण के लिए हम या तो एन्ट्रॉपी बैलेंस या एक्सेरजी बैलेंस लिख सकते हैं मैंने इस पर ज्यादा समय नहीं दिया क्योंकि मैं उस पर अभी कुछ मिनट और बिताना चाहता हूं इसलिए मैंने बस बहुत जल्दी वहां से गुजरने का फैसला किया हमें केवल उस विशेष बिंदु से शुरू करना चाहिए इसलिए हम जानते हैं कि किसी भी सामान्यीकृत थर्मोडायनामिक प्रणाली के लिए यदि हम पहला नियम विश्लेषण करना चाहते हैं तो हम ऊर्जा संतुलन या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिख सकते हैं और एक असीम प्रक्रिया के लिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को हमेशा सिस्टम की ऊर्जा के परिवर्तन की दर के रूप में लिखा जा सकता है 𝑑𝐸 𝛿𝑄 − 𝛿𝑊 𝛿𝑚θ जहा पे δQ प्रणाली को आपूर्ति की जाने वाली ऊष्मा की दर है δWसिस्टम द्वारा किए गए कार्य की दर है द्रव्यमान के साथ प्रदत्त ऊर्जा की मात्रा है यह विशेष रूप से ओपन सिस्टम के मामले में बहुत संभव है कि सिस्टम में कई प्रकार के द्रव्यमान इंटरैक्शन शामिल हो सकते हैं और इसी तरह के कई प्रकार के हीट और वर्क इंटरैक्शन भी हो सकते हैं और कार्य इंटरेक्शन को भी अक्सर हम दो सुविधाजनक रूपों में विभाजित करने का प्रयास करते हैं एक है गतिमान सीमा कार्य और दूसरा कोई अन्य प्रकार के कार्य जैसे की बिजली सतह तनाव और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जैसे कई कार्य और ऐसे कई स्वरुप के कार्य जो हम आम तौर पर चलती सीमा के कार्य को अलग अलग रखने के लिए करते हैं 𝛿𝑊 𝛿𝑊𝑚𝑏 𝛿𝑊𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 और एक असीम छोटी प्रक्रिया के लिए हमारे द्वारा ज्ञात सीमा कार्य को PdV के रूप में दर्शाया जा सकता है इसलिए कार्य सहभागिता को इस रूप में दर्शाया जा सकता है 𝛿𝑊 𝑃𝑑𝑉 𝛿𝑊𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 इसलिए यदि आप उस स्वरुप को लेते हैं तो हम अक्सर इस समीकरण का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जो सभी प्रकार के हिट इंटरेक्शन के योग के रूप में संभव है 𝑑𝐸 𝛴𝑗𝛿𝑄𝑗 − 𝑃𝑑𝑉 𝛴𝛿𝑊𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝛴𝑗 𝛿𝑚𝑗 θ𝑗 जहा पे 𝑄𝑗उस विशेष गर्मी इंटरैक्शन को इंगित करता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं PdVउस विशेष प्रक्रिया से जुड़ा हुआ गतिमान सीमा कार्य है Wotherअन्य सभी प्रकार के ऊष्मा इंटरेक्शन का योग है 𝛿𝑚θ संभव प्रकार का द्रव्यमान इंटरेक्शन हैं यहाँ मास ट्रांसफर की दिशा सिस्टम में ली गई है यदि हम सिस्टम से बाहर बहने वाले द्रव्यमान के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें ऋणात्मक संकेत आने वाले हैं अब हम इस dE के लिए अभिव्यक्ति में जाते हैं 𝑑𝐸 d12 𝑚𝑐2𝑔𝑚𝑧 𝑈 तो हम जानते हैं कि एक प्रणाली के लिए ऊर्जा के परिवर्तन की दर को तीन भागों में यानि गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं के संयोजन के रूप में दर्शाया जा सकता है जो स्थूल भाग का निर्माण करते हैं तो यह गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं हैं सूक्ष्म भाग के रूप में आंतरिक ऊर्जा होती है और अगर हम एक स्थिर प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अधिकांश थर्मोडायनामिक प्रणाली के लिए मामला होता है जिसको हम व्यावहारिक रूप से निपटते है वहा गतिज और स्थितिज ऊर्जा में होनेवाले परिवर्तन को 0 शुन्य माना जा सकता है और यह भी अधिकांश मामलों में आप पाएंगे कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन इतना अधिक होता है तद्विषयक गतिज और स्थितिज ऊर्जा में होते परिवर्तन को अक्सर उपेक्षित किया जा सकता है और उस स्थिति में इस समीकरण को केवल dU के रूप में दर्शाया जा सकता है जहाँ इस ऊर्जा में केवल आंतरिक ऊर्जा का भाग होता है 𝑑𝑈 𝛴𝑗𝛿𝑄𝑗 − 𝑃𝑑𝑉 𝛴𝛿𝑊𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝛴𝑗𝛿𝑚𝑗θ𝑗 और दाईं ओर को इस तरह लिखा गया है कि यह dE के लिए समीकरण है जहा पे 𝛴𝑗𝛿𝑄𝑗 सिस्टम में जानेवाली Q हिट की दिशा में सभी संभव हिट इंटरेक्शन का योग है PdV चलती सीमा कार्य है 𝛴𝛿𝑊𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 अन्य सभी प्रकार का हिट इंटरेक्शन का योग है जो कुछ विशेष मामलो में हो सकता है 𝛿𝑚𝑗θ𝑗सभी प्रकार का द्रव्यमान इंटरेक्शन है यह एक सामान्य समीकरण है इस समीकरण के कई संभावित सरलीकरण हो सकते हैं जैसे कि अगर हम एक बंद प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं तो यह हिस्सा𝛿𝑚𝑗θ𝑗वहा नहीं होगा यदि हम एक एडियाबेटिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो यह हिस्सा 𝛿𝑄𝑗 वहा नहीं होगा यदि हम एक सरल संपीड़ित प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह केवल चलती सीमा के रूप में कार्य का उत्पादन कर सकती है तो यह 𝛿𝑊𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 वहा नहीं होगा लेकिन निश्चित रूप से मैंने तीन को मिटा दिया है इसका मतलब यह नहीं है कि ये सभी तीन भाग बंद हो जाएंगे प्रत्येक तीन भागों को बनाए रखा जा सकता है या नहीं भी हो सकता कुछ स्थितियों की तरह यदि कोई चलती सीमा कार्य नहीं है तो यह PdVभी मीट सकता है इसलिए जबकि चार शर्तें हैं मैं अभी मूल समीकरण पर वापस जा रहा हूं दाएं हाथ की तरफ चार शब्द हैं लेकिन सभी चार व्यावहारिक स्थितियों में शायद ही मौजूद हैं और हमें जो भी चुनना है उसके बारे में बात करनी है लेकिन बाईं ओर की ओर स्थिर प्रणाली के लिए dUहै जिसे हमेशा बनाए रखा जाता है अब हमें एन्ट्रापी या एक्सेरजी के आधार पर दूसरे नियम के विश्लेषण पर जाना चाहिए इसलिए हम एन्ट्रापी जनरेशन कॉन्सेप्ट या एन्ट्रापी बैलेंस के आधार पर दूसरा नियम से विश्लेषण कर सकते हैं और इसी तरह एक्सेरजी बैलेंस भी कर सहते हैं इसलिए यदि हम एंट्रॉपी संतुलन करते हैं तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में लिखा है इसलिए सिस्टम के होने वाले एन्ट्रापी में कुल परिवर्तन को सिस्टम में आनेवाली एन्ट्रापी के रूप में माना जा सकता है अर्थात dS को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है 𝑑𝑆 𝛴𝑑𝑆𝑖𝑛 − 𝛴𝑑𝑆𝑜𝑢𝑡𝛿𝑆𝑔𝑒𝑛 जहा पे 𝛴𝑑𝑆𝑖𝑛 सिस्टम में एन्ट्रापी के सभी स्रोतों का योग है 𝛴𝑑𝑆𝑜𝑢𝑡सिस्टम से बाहर जाने वाली एंट्रोपी के सभी स्रोतों का योग है 𝛿𝑆𝑔𝑒𝑛एन्ट्रापी जनरेशन है यहाँ हम एन्ट्रापी जनरेशन के सामने δ चिन्ह लगा रहे हैं क्योंकि यह प्रक्रिया पर निर्भर करता है अगर हम एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तो एन्ट्रापी जनरेशन नहीं होगी या हम सिस्टम में आनेवाली या बाहर की और जानेवाली सभी संभवित एन्ट्रापी को देखते हुए इस समीकरण को लिख सकते हैं 𝑑𝑆 𝛴𝑗𝛿𝑄𝑗𝑇𝑗 𝛴𝑗𝛿𝑚𝑗𝑠𝑗𝛿𝑠𝑔𝑒𝑛 जहा पे 𝛿𝑄𝑗𝑇𝑗गर्मी हस्तांतरण के साथ आने वाली एन्ट्रापी है फिर से कई संभावित प्रकार के हीट ट्रांसफर हो सकते हैं वर्क ट्रांसफर के साथ कोई एंट्रॉपी ट्रांसफर नहीं होता है चाहे वह बाउंड्री का कार्य हो या किसी अन्य तरह का कार्य हो कोई एंट्रॉपी ट्रांसफर नहीं होता है लेकिन मास के साथ एन्ट्रापी ट्रांसफर होगा 𝛿𝑚𝑗𝑠𝑗 उस संबंधित द्रव्यमान की विशिष्ट एन्ट्रॉपी है 𝛿𝑠𝑔𝑒𝑛 एन्ट्रापी जेनरेशन का हिस्सा है इसलिए जब हमें हीट इंटरेक्शन और मास इंटरेक्शन की मात्रा के बारे में जानकारी हो जाती है तो सिस्टम सब्जेक्टिंग हो जाता है हम आसानी से इन शब्दों की गणना कर सकते हैं फिर यदि हम एक बंद प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं तो द्रव्यमान पद नहीं होगा यदि हम एक एडियाबेटिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला पद नहीं होगा जबकि अगर हम एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तो एन्ट्रापी जनरेशन नहीं होगी लेकिन समीकरण में बाई और dS है जो एंट्रोपी परिवर्तन है जो हमेशा होता है इसी तरह अगर हम एक्सेरजी बैलेंस के बारे में बात करते हैं तो समीकरण के अनुसार एक सिस्टम के लिए एक्सेरजी में होनेवाला बदलाव यह गर्मी के साथ आने वाली एक्सेरजी की मात्रा हो सकती है 𝑑X 𝛴𝑗1 T0𝑇𝑗Qj PdVWother𝛴𝑗𝛿𝑚𝑗𝑗 𝛿Xdes जहा पे 𝑇𝑗 वह तापमान होता है जिस पर यह Qj हिट दी जा रही है Wotherअन्य प्रकार के कार्य इंटरेक्शन है 𝛴𝑗𝛿𝑚𝑗𝑗सभी संभव प्रकार का मास इंटरेक्शन हैं Xdes एक्सेरजी विनाश है जो प्रक्रिया पर निर्भर होता है अब इस के लिए एक्सप्रेसन क्या है या अगर हम सिर्फ इस X के लिए एक्सप्रेसन के बारे में सोचते हैं तो हमारे सिस्टम की एक्सेरजी में बदलाव होता है तो हम इसे कैसे संबंधित कर सकते हैं यदि आपको याद है तो जिस तरह से हमने एक स्थिर प्रणाली के लिए एक्सेरजी परिवर्तन का प्रतिनिधित्व किया है तो हम जानते हैं कि इस dX का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है dX dU PdV − TdS यह बंध प्रणाली के लिए है और खुली प्रणाली के लिए यह था dX dH − TdS तो अब इन सभी एक्सरेप्शन को देखें और आपको एक विशेष प्रवृत्ति मिलेगी कि सभी मामलों में जो पद समीकरणों के दाहिने हाथ की तरफ दिखाई दे रहे हैं जो आम तौर पर उन इंटरैक्शन पर निर्भर करता है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं जैसे कि हीट इंटरैक्शन या कार्य इंटरेक्शन या मास इंटरेक्शन जो हम आम तौर पर सराउंडिंग से हो रही विनिमय प्रणाली पर विचार करके गणना कर सकते हैं एन्ट्रापी जनरेशन या एक्सेरजी विनाश की विशिष्ट प्रकृति की गणना प्रक्रिया की प्रकृति पर विचार करके फिर से गणना की जा सकती है और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं इसलिए यदि हम एक की गणना करते हैं तो दूसरे को भी जाना जाता है हालांकि जो पद बाईं ओर दिखाई दे रहे हैं वे वास्तव में सिस्टम के गुण हैं जैसे बायीं ओर हम आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन एन्ट्रापी में परिवर्तन जैसे शब्द प्राप्त कर रहे हैं अगर हम एक्सेरजी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें कुछ इस तरह से एन्थालपी में बदलाव जैसे शब्द मिल रहे हैं और इसलिए हम इस समीकरण को आंतरिक ऊर्जा या एन्थालपी या एंट्रॉपी जैसे कुछ व्यापक गुणों में परिवर्तन के संदर्भ में अंततः व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन समस्या यह है की इन तीन गुणों को जो मैंने यहां संक्षेप में प्रस्तुत किया है उनमें से किसी को भी सीधे मापा नहीं जा सकता है बस एक वास्तविक जीवन की स्थिति के बारे में सोचो यदि हम अपने सिस्टम की सटीक भौतिक स्थिति की पहचान करना चाहते हैं तो आप आसानी से दबाव तापमान आयतन द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं या वॉल्यूम और द्रव्यमान के मूल्य का उपयोग करके आप विशिष्ट आयतन या शायद घनत्व की गणना कर सकते हैं तो ये कुछ निश्चित पैरामीटर हैं जिनकी गणना की जा सकती है या उसे बहुत आसानी से मापा जाना चाहिए हालांकि थर्मोडायनामिक्स के बुनियादी संरक्षण समीकरण या थर्मोडायनामिक्स के बुनियादी संतुलित समीकरण हम उन गुणों के संदर्भ के बजाए इन तीन गुणों के संदर्भ में पा रहे है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन एन्थालपी में परिवर्तन और एन्ट्रापी में परिवर्तन लेकिन उनमें से किसी को भी सीधे मापा नहीं जा सकता है और यह वह जगह है जहां हमें कुछ प्रकार के गुण संबंधों को विकसित करने की आवश्यकता है जहां हम मापनीय मापदंडों के संदर्भ में इन मापदंडों में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तो सामान्य ऊष्मप्रवैगिकी में हम आम तौर पर दो अलग अलग शिष्टाचार में गुणों को वर्गीकृत कर सकते हैं बेशक एक प्रकार का वर्गीकरण गहन और व्यापक है लेकिन यहां आप व्यावहारिक अर्थों के बारे में बात कर रहे हैं कहते हैं तापमान दबाव विशिष्ट आयतन द्रव्यमान आदि जैसे मापदंडों के समूह को बहुत आसानी से मापा जा सकता है जबकि आंतरिक ऊर्जा एन्थालपी एन्ट्रापी आदि जैसे मापदंडों को सीधे मापा नहीं जा सकता है तो इस विशेष मॉड्यूल का उद्देश्य जो थर्मोडायनामिक गुण संबंध है वह निश्चित संबंध विकसित करना है जहां हम पहले समूह के संदर्भ में इस दूसरे समूह का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं या हम गणितीय संबंधों का प्रतिनिधित्व या विकास करना चाहते हैं जहां हम तापमान दबाव ressure विशिष्ट आयतन आदि जैसे औसत दर्जे की मात्रा के संदर्भ में आंतरिक ऊर्जा एन्थालपी और एन्ट्रापी या इस तरह के अन्य गुणों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और यहां महत्व की एक दूसरी बात यह है कि वास्तव में हम U या S की पूर्ण मूल्य के बारे में परेशान नहीं है हम इस आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं या इस एन्ट्रापी में परिवर्तन या इस एन्थालपी में परिवर्तन कर रहे हैं इसलिए अब हम जो संबंध का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं वह इन राशियों का सही मूल्य नहीं है बल्कि उनके होते परिवर्तन के एक्सप्रेसन को प्राप्त करने के लिए है अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन या एन्थालपी में परिवर्तन या एन्ट्रापी में परिवर्तन और इसी तरह के मापदंडों में परिवर्तन को प्राप्त करने की कोशिश हम इस विशेष मॉड्यूल में विकसित करने के लिए कर रहे है उस की डेरिवेशन पर जाने से पहले मैं थर्मोडायनामिक गुण पर वापस जाना चाहूंगा अब आप गुण की परिभाषा जानते हैं जो किसी प्रणाली की कोई मात्रात्मक विशेषता है और इसलिए आप सोच रहे होंगे कि इसके बारे में और क्या चर्चा करें आप गुण की परिभाषा जानते हैं आप विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण जानते हैं आपके पास पहले से ही कई प्रकार के गुणों के बारे में विचार है और उन्हें संबंधों में कैसे उपयोग किया जाए हम थर्मोडायनामिक दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हम थर्मोडायनामिक गुण का गणितीय परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं आइए एक पैरामीटर z पर विचार करें जो x और y का फंक्शन है z fx y अब यहाँ x और y दो गहन स्वतंत्र गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं बस उस फेज़ नियम को याद रखें जिसकी चर्चा हमने पहले व्याख्यान में की थी जहां तक फेज़ नियम की बात है हमारी सरल संपीड़ित प्रणाली की स्थिति को दो स्वतंत्र गहन गुणों के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है एक बार जब हम दो स्वतंत्र गहन गुणों को निर्दिष्ट करते हैं उस विशेष अवस्था में सिस्टम के अन्य सभी गुणों की गणना की जा सकती है इसलिए इस मॉड्यूल में वास्तव में हम उन गुण संबंधों या उन गुण संबंधों में से कुछ की गणना करना चाह रहे हैं तो यहाँ x और y दो स्वतंत्र गहन गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम यह समझने का एक तरीका विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या z सिस्टम का गुण है या नहीं इसलिए यदि हम दोनों ओर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम z को कुछ इस तरह लिख सकते हैं 𝑑𝑧 dzdxydx dzdyxdy यह एक सरल पार्शियल डिरेन्शिअल है आइए हम इसे लिखते हैं Mdx Ndy जहां M पहला पार्शियल डिफरेंसियल है अर्थात M zxy और N दूसरा पार्शियल डिफरेंसियल है अर्थात N zyx अब यदि z एक गुण है तो M और N के बीच गणितीय संबंध क्या होना चाहिए यदि M या z एक गुण है तो यह एक बहुत ही मानक गणितीय सिद्धांत है कि z के लिए x और y का सटीक फंक्शन या dz का एक सटीक डिफ्रेंशिअल होता है तो हमें चाहिए की Myx Nxy क्योंकि तब केवल हमें निम्नानुसार ही मिल सकता हैं 2Zyx 2Zxy तो यह z के लिए x और y का एक सही फंक्शन या सटीक फंक्शन करने के लिए स्थिति है और इस तरह हम किसी भी अज्ञात पैरामीटर की पहचान कर सकते हैं कि वह एक गुण है या नहीं एक बार हमने x और y दो स्वतंत्र गहन गुणों को निर्दिष्ट किया है और फिर हमने इस x और y को एक फ़ंक्शन के रूप में z का प्रतिनिधित्व किया है फिर सरल सिद्धांत का उपयोग करके हम समझ सकते हैं कि क्या वहा कोई गुण है या नहीं क्योंकि यदि z एक गुण है तो फेज़ नियम के अनुसार यह इस x और y का सटीक फंक्शन होना चाहिए बश शर्त यह है की x और y स्वतंत्र और गहन गुण हों आइए हम कुछ उदाहरण देखें यह हमारा पहला उदाहरण है जहां हमने लिया है dz Pdv vdP और यह दिया जाता है कि P और विशिष्ट आयतन अर्थात् v स्वतंत्र और गहन गुण हैं इसलिए हम इसकी तुलना यहां करते हैं M ≡ P N ≡ v बस उस रूप को याद रखें जो हमारे पास था हमारे पास था Mdx Ndy इसलिए हम उस फॉर्म से तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें M और N मिला इसलिए x ≡ v y ≡ P फिर Myx PPv 1 जबकि अब अगर हम N और x का एक्सप्रेशन रखते हैं तो हमारे पास होता हैं Nxy vvp 1 ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और इसलिए हम कह सकते हैं कि यह z सिस्टम का एक गुण है एक दूसरा उदाहरण लेते हैं इसलिए dz P2dv v2dP तो अगर हम इस की तुलना करते हैं तो M ≡ P2 N ≡ − v2 x ≡ v y ≡ P इसलिए Myx Pv 2P और Nxy vp 2v और ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं तो z एक गुण नहीं है क्योंकि यह फेज़ नियम को संतोषजनक नहीं है या यह इस P और v का सटीक फंक्शन नहीं है एक तीसरा उदाहरण यहाँ वास्तव में डिफ्रेंशिअल रूप को z नहीं दिया गया है P और v के फंक्शन के रूप में z दिया गया है 𝑅𝑧 𝑃 aR 𝑣 − 𝑏 तो पहले हमें इसे एक डिफ्रेंशिअल रूप में इस तरह से रूपांतरित करना होगा तो हम इसे इस प्रकार लिखते हैं Z 1R𝑃 𝑎R 𝑣 − 𝑏 अब दोनों पक्षों को डिफ्रेंशिएट करें इसलिए हमारे पास 𝑑𝑧 𝑣 −bR𝑑𝑃 1R𝑃 𝑎R 𝑑𝑣 यदि हम अब सटीक रूप या मानक रूप के साथ तुलना करते हैं तो यहां 𝑀 ≡ 𝑣 − 𝑏R 𝑁 ≡1R 𝑃 aR x ≡ P y ≡ v इसलिए यदि आप गणना करते हैं तो Myx 1R फिर वह क्या होगा जैसा कि y यहाँ v है इसलिए यह 1R हो जाएगा और इसी तरह यदि आप गणना करते हैं तो जैसा कि आपका x यहाँ P है इसलिए यदि आप P के संबंध में N को अलग करते हैं तो Nxy 1R तब फिर से आपको 1R मिलने वाला है तो ये दोनों समान हैं अर्थात यहाँ z एक गुण है इस तरह हम किसी भी पैरामीटर की पहचान कर सकते हैं एक बार जब हम x और y के साथ इस z के संबंध को जानते हैं तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह एक गुण है या नहीं यह विशेष सूत्रीकरण हम आज के काम में उपयोग करने जा रहे हैं अगला मैं आपको थर्मोडायनामिक क्षमता की अवधारणा से परिचित कराना चाहता हूं जिन चार प्रतीकों को मैंने यहां सूचीबद्ध किया है उनमें से दो को आप पहले से ही U और H के रूप में जानते हैं लेकिन F और G के साथ अन्य को साथ रखा जाता है जिसे थर्मोडायनामिक क्षमता कहा जाता है क्योंकि वे विभिन्न परिस्थितियों में एक प्रणाली की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं यहां U आंतरिक ऊर्जा है और हम जानते हैं कि यह एक प्रणाली की आणविक गतिविधि का प्रकटीकरण है या आप कह सकते हैं कि U आणविक गतिविधियों और आणविक अभिविन्यास के आधार पर एक प्रणाली बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का एक प्रतिनिधि है फिर एन्थालपी क्या है हमें पता है कि एन्थालपी प्राप्त करने के लिए हमें इस PV को U के साथ जोड़ना होगा या यदि हम यहां लिखते हैं तो सभी प्रतीकों को व्यापक अर्थों में दिखाया गया है अगर आप गहन अर्थों में लिखते हैं तो हम जानते हैं कि h u Pv जहा पे v विशिष्ट आयतन है इसलिए आंतरिक ऊर्जा के साथ हमें इस प्रवाह कार्य को जोड़ना होगा और इस प्रवाह कार्य को एक कार्य के रूप में देखा जा सकता है जिसे आपको इस विशेष प्रणाली के लिए कुछ स्थान बनाने की आवश्यकता है तो एन्थालपी सिस्टम बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा का प्रतिनिधि है और सिस्टम के लिए कुछ जगह बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा यह एन्थालपी है फिर इस केपिटल F के बारे में क्या इसे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कहा जाता है जैसा कि यहां दिखाया गया है कि यह हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है और इसे इस रूप में दर्शाया गया है F U −TS बस इन प्रतीकों का पालन करें एक बार जब हम ' TS 'को इस आंतरिक ऊर्जा में से काट लेते हैं तो हम यह हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा या गहन अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं यदि हम लिखते हैं तो f u − Ts कुछ पाठ्यपुस्तकों में प्रतीक 'a का उपयोग उस पुस्तक की तरह भी किया जाता है जिसे हम ज्यादातर इस पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहे हैं Cengel and Boles की पुस्तक जो वास्तव में' a 'को प्रतीक के रूप में उपयोग करती है अब हेल्महोल्त्ज़ फ्री एनर्जी का मतलब आंतरिक ऊर्जा वाले हिस्से से है जो उस सिस्टम को बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है जो आपको इस TS भाग को घटाना है और इस TS को ऊर्जा के रूप में देखा जा सकता है जिसे हम सिस्टम के वातावरण से गर्म करके प्राप्त करते हैं एक बार सिस्टम के सराउंडिंग में थर्मल गैर संतुलन निर्मित होता है तो उनके कारन थर्मल संतुलन को वापस पाने के लिए कुछ गर्मी सराउंडिंग से सिस्टम में बह सकती है यहाँ s सिस्टम के एन्ट्रॉपी को संदर्भित करता है तो यह हेल्महोल्त्ज़ मुक्त ऊर्जा है U − TS और आप इसकी कल्पना कर सकते हैं क्योंकि सिस्टम की ऊर्जा की मात्रा बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से मिल रही है और वह आखिरकार G है तो G के लिए क्या अभिव्यक्ति होगी यहां आपको TS को H से घटाना होगा इसलिए यह G गहन अर्थों में है g h − Ts अर्थात u pv − Ts यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा है तो आपकी गिब्स मुक्त ऊर्जा के लिए पद निम्नानुसार है G U - TS PV जहा पे U सिस्टम बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है PV प्रणाली के लिए जगह बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है TS वह ऊर्जा है जो सिस्टम अपने सराउंडिंग से प्राप्त कर रहा है तो इन चारों को एक साथ सिस्टम की क्षमता कहा जाता है मैं इसे संक्षेप में बताता हूं h u Pv f u − Ts g h − Ts u Pv − Ts और इन चारों को एक प्रणाली की थर्मोडायनामिक क्षमता कहा जाता है विश्लेषण में कि हम खुद को प्रतिबंधित कर रहे हैं हमें आमतौर पर U और H का उपयोग करना पड़ता है लेकिन कुछ स्थितियों में विशेष रूप से रासायनिक थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करते समय यह हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा और गिब्स मुक्त ऊर्जा भी तस्वीर में आती है क्योंकि इस ऊर्जा की मात्रा प्रणाली को सराउंडिंग से प्राप्त करना महत्वपूर्ण हो जाता है अब जिसे हम विकसित करना चाहते हैं वह मैक्सवेल का संबंध Maxwell's relation है मैक्सवेल के संबंध Maxwell's relation एक साधारण संपीड़ित प्रणाली के दबाव तापमान विशिष्ट आयतन का पार्शियल डेरिवेटिव और एक दूसरे से प्रवेश करने से संबंधित समीकरणों का एक समूह हैं उन चार गुणों को देखें जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वह दबाव तापमान विशिष्ट आयतन और एन्ट्रॉपी है अब इसमें से पहले तीन गुण याने दबाव तापमान विशिष्ट आयतन जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है बहुत आसानी से मापा जा सकता है सरल उपकरणों का उपयोग करने वाली अधिकांश स्थितियों के लिए हम तीनों में से प्रत्येक को माप सकते हैं हालाँकि एन्ट्रापी वह है जिसे हम माप नहीं सकते हैं जो केवल एक सैद्धांतिक परिभाषा है तो मैक्सवेल के संबंध Maxwell's relations वास्तव में इन चार मात्राओं के पार्शियल डिफ्रेंशिअल से संबंधित इन तीन मात्राओं में परिवर्तन के संदर्भ में एन्ट्रापी में परिवर्तन से संबंधित एक विकल्प प्रदान करते हैं और मैक्सवेल के संबंधों Maxwells relations को विकसित करने के लिए चार समीकरण होंगे जो हम विकसित करने जा रहे हैं हमें उन चार थर्मोडायनामिक क्षमताओं का उपयोग करना होगा जिनका मैंने पिछली स्लाइड में उल्लेख किया था अब पहली थर्मोडायनामिक क्षमता क्या थी जो कि U थी अब मैं आपको इस पाठ्यक्रम के तीसरे व्याख्यान में वापस ले जाना चाहता हूं जहां आपने कई सारे थकाऊ संबंध विकसित किए हैं क्या आपको उन TdS संबंधों या तथाकथित गिब्स समीकरणों याद है मुझे आशा है कि आपको याद है होगा कि पहला समीकरण था Tds du Pdv अर्थात du Tds − Pdv या यदि हम व्यापक गुणों के संदर्भ में लिखते हैं dU TdS − PdV यह पहला Tds का संबंध था दूसरा Tds का क्या संबंध था ये था Tds dh − vdP इसलिए हम H अलग कर सकते हैं और दूसरी क्षमता थी dh Tds vdP या अगर हम व्यापक अर्थों में लिखें तो यह होगा dHTdS VdP इसलिए हमें दो समान समीकरणों में परिवर्तन की दर का प्रतिनिधित्व करने वाले दो समीकरण मिले हैं अब मैं हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा की परिभाषा का उपयोग करता हूं अब हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा के लिए आपकी परिभाषा क्या थी तुम्हारे पास ये था की a u − Ts अर्थात da du - Tds − sdT जैसा कि मैं इस f लेखन को लिखने के बारे में अधिक आश्वस्त हूं मुझे du Tds के बजाय f का उपयोग करना चाहिए इसलिए df du − Tds − sdT अब हम 'du Tds' को Pdv से बदल रहे है या या व्यापक अर्थ में कहे तो dF−PdV − SdT इसलिए अब हमें इस हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा में बदलाव का प्रतिनिधित्व करने वाला एक समीकरण मिला है और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं हम गिब्स मुक्त ऊर्जा के लिए अभिव्यक्ति का उपयोग करने जा रहे हैं इसलिए g h − Ts dg dh - Tds − sdT अब इस dh Tds को हम प्राप्त करते हैं dg vdP − sdT यह व्यापक अर्थ में गिब्स मुक्त ऊर्जा का परिवर्तन है dG VdP − SdT इसलिए यहाँ अब हमारे पास चार समीकरण हैं जो प्रत्येक थर्मोडायनामिक क्षमता में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं तो ये चार समीकरण हैं जो अब हमारे पास हैं du Tds − Pdv dh Tds vdP df − Pdv − sdT dg vdP − sdT यहाँ मैंने फिर से उनके अनुरूप गहन अर्थ में प्रत्येक का प्रतिनिधित्व किया है हम पहले आंतरिक ऊर्जा के समीकरण पर विचार करते हैं du Tds - Pdv अब चूंकि आंतरिक ऊर्जा एक गुण है इसलिए यदि यह s और v स्वतंत्र गहन गुण हैं तो वे निश्चित रूप से गहन हैं वे गहन अर्थ में लिखे गए हैं और यदि वे एक दूसरे से स्वतंत्र हैं तो हम पिछले सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं तो मैं फिर से लिख रहा हूं कि dz Mdx Ndy और अगर z को एक गुण बनना है तो हम जानते हैं कि सिद्धांत यह है MyxNxy तो यहाँ हमारे पास जो है वह 𝑀 ≡ 𝑇 𝑁 ≡ −𝑃 𝑥 ≡ 𝑠 𝑦 ≡ 𝑣 हम जानते हैं कि आंतरिक ऊर्जा प्रणाली का एक गुण है इसलिए हम सीधे उस सिद्धांत का उपयोग करके लिख सकते हैं की TvsPsv यह पहला मैक्सवेल का समीकरण Maxwells equation है अब एन्थालपी के लिए दूसरे समीकरण पर विचार करे तो dh Tds vdP दूसरे मामले में हमारे पास है 𝑀 ≡ 𝑇 𝑁 ≡ v 𝑥 ≡ 𝑠 𝑦 ≡ P तो वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं हम जानते हैं कि एन्थालपी एक गुण है इसलिए हम इसे सीधे इस प्रकार लिख सकते हैं TPsvsP तीसरे नंबर पर देखें तो जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में शामिल है या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में बदलाव है df − Pdv − sdT तो यहाँ हमारे पास जो है 𝑀 ≡ P 𝑁 ≡ s 𝑥 ≡ v 𝑦 ≡ T तो वहाँ से हम यह लिख सकते हैं PTvsvT माइनस साइन को हम यहां से छोड़ सकते हैं इसलिए PTvsvT तो यह तीसरा मैक्सवेल का समीकरण Maxwells equation है अब हमें मैक्सवेल Maxwells के तीन समीकरण मिल गए हैं आंतरिक ऊर्जा की अभिव्यक्ति से पहला एन्थालपी की अभिव्यक्ति से दूसरा हेल्महोल्त्ज़ मुक्त ऊर्जा की अभिव्यक्ति से तीसरा समीकरण मिला है और गिब्स मुक्त ऊर्जा अभिव्यक्ति से अंतिम समीकरण है dg vdP − sdT जहा हमारे पास है 𝑀 ≡ v 𝑁 ≡ s 𝑥 ≡ P 𝑦 ≡ T इसलिए अगर हम वहां लिखते हैं तो हमारे पास यहां है vTP sPT तो यह चौथा मैक्सवेल का समीकरण Maxwells equation है ये चार मैक्सवेल के समीकरण Maxwells equations हैं जहां हम इन चार मात्राओं के पार्शियल डेरिवेशन से संबंधित हैं तापमान दबाव विशिष्ट आयतन और एन्ट्रापी यह एक संक्षेप दृश्य है मैंने सिर्फ एक अलग पैटर्न में समीकरणों को व्यवस्थित किया है तो हमारे पास TPsvsP PTvsvT Tvs Psv vTP sPT जटिल लगता है है ना क्योंकि आपको इन समीकरणों को याद रखना होगा बेशक अब आप जानते हैं कि उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए आप उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वास्तव में इन समीकरणों को याद रखने का एक तरीका है मैं सिर्फ सभी संबंधित चार गिब्स समीकरणों को लिख रहा हूं जो कि हमारे पास मौजूद चार थर्मोडायनामिक संभावनाओं के लिए गिब्स ड्यूहम समीकरण कहलाते हैं इसलिए मेरे पास चार अभिव्यक्तियां हैं वास्तव में ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं क्योंकि यहां हमने गिब्स समीकरणों के क्रम को बदल दिया है और मैक्सवेल के समीकरणों Maxwells equations को भी हम सिर्फ अपनी सुविधा के लिए समीकरण लिख रहे हैं इसलिए इन समीकरणों को याद रखने के तरीके के बारे में विचार करने के लिए हम एक ऐसी चीज़ का उपयोग करते हैं जिसे मैक्सवेल स्केवेर Maxwell's square या थर्मोडायनामिक्स स्केवेर या मनमोनिक के रूप में जाना जाता है आप बस देखो कि हमने उन्हें स्केवेर रूप में कैसे लिखा है हमने मूल रूप से वर्ग के अंदर एक 9 × 9 ग्रिड बनाया है और बीच का एक खाली है या केंद्र में खाली है और अन्य आठ उन आठ पदों द्वारा कब्जा कर लिया गया है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ मध्य वाले चार संभावित हैं और कोने वाले चार गुण हैं जो हम इन मैक्सवेल समीकरणों Maxwells equations में उपयोग कर रहे हैं यहां सब कुछ व्यापक अर्थों में लिखा गया है लेकिन आमतौर पर हम गहन संकेतन का उपयोग करते हैं जो मैं कर रहा हूं इससे पहले कि मैं आपको यह बताने का तरीका बताऊं कि इसका उपयोग कैसे करना है विशेष क्रम में संख्याओं को प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्यथा यह याद रखने का कोई मतलब नहीं है आपको प्रतीकों को उसी तरह से प्रस्तुत करना होगा जिस तरह से वहां प्रस्तुत किया गया है और कई प्रकार के नाना प्रकार के होते हैं जिनके द्वारा आप उन्हें याद रख सकते हैं यह एक नमूना है अच्छे भौतिकविदों ने बहुत ही अच्छे शिक्षकों के अधीन अध्ययन किया है इसलिए अच्छा G वहा है और तब हम दक्षिणावर्त दिशा में जाते हैं तो हमारे पास G P H है हमारे पास G P H S U V V F और T है इसलिए केवल एक बार इसे दोहराते हुए अच्छे भौतिकविदों ने बहुत ही अच्छे शिक्षकों के तहत अध्ययन किया है बीच में कुछ भी नहीं है तो यह हम दक्षिणावर्त दिशा में जाकर और इस विशेष मनमोनिक का उपयोग करके प्रतिनिधित्व करेंगे यह आरेख मैंने विकिपीडिया से लिया है लेकिन इसी तरह के आरेख आप कई अन्य स्रोतों से भी प्राप्त कर सकते हैं और कभी कभी पाठ्यपुस्तकों में से भी अब इसका उपयोग कैसे करें आइए हम पहले गिब्स समीकरण को विकसित करने का प्रयास करें जो इस का उपयोग करते हुए थर्मोडायनामिक क्षमता के लिए समीकरण है आइए हम इस आंतरिक ऊर्जा का उदाहरण लेते हैं तो यह आपकी आंतरिक ऊर्जा है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के लिए पद लिखने के लिए हमें इसके विपरीत दो वेरिएबल्स को देखना होगा मेरा मतलब है कि u के दोनों तरफ दो चर हैं उस पर ध्यान न दें अन्य दो कोनों को देखें यह एक है और यह एक है ये दोनों अभिव्यक्ति के गुणांक होंगे यह आपकी अभिव्यक्ति का रूप होगा du - P × d T × d तो P और T वह शब्द है जो विपरीत कोनों में दिखाई दे रहे हैं दो गुणांक होंगे जो शब्द बाईं है जो P और S बाएँ हाथ के कोनों की तरह दिखाई देते हैं वे आम तौर पर इस माइनस साइन में होंगे अब डिफ्रेंशिअल में क्या होगा डिफ्रेंशिअल में हम उन पदों का उपयोग करेंगे जो U के समीप हैं इसलिए P के लिए हमें जब गुणांक P हमें पहले से प्राप्त है जैसे की यहाँ है तो इसे प्राप्त करने के लिए यह विशेष भाग पर हमें विकर्ण पर जाना होगा P के विपरीत v है इसलिए यहाँ v लिखें इसी तरह T पाने के लिए हमें इसके विपरीत पर जाना होगा जो s है हम आम तौर पर डिफ्रेंशिअल लिखते समय ऋणात्मक संकेत पर विचार नहीं करते हैं इसलिए यह du TdS - Pdv यह समीकरण है एक और नमूना लेते हैं आइए हम f पर विचार करें इसलिए यदि हम df की इस अभिव्यक्ति पर विचार करना या लिखना चाहते हैं तो हमारे गुणांक क्या होंगे यह जांचने के लिए कि गुणांक दो कोनों पर जाते हैं जो इसके विपरीत हैं तो यह दो कोनों में से एक है और यह दूसरा कोना है तो आप जानते हैं कि ये दोनों गुणांक होंगे इसलिए गुणांक में से एक होगा df - S × d - P × d इसके अंदर क्या जाता है इसकी पहचान करने के लिए फिर S के लिए आपको विपरीत कोने में जाना होगा यह dT होगा P के लिए आपको विपरीत कोने में जाना होगा जो कि dv के बराबर होगा इसलिए यह df - SdT - Pdv इस अभिव्यक्ति को देखो df - Pdv - SdT क्या आप उसी पैटर्न का पालन करके कुछ और कार्य आउटपुट कर सकते हैं इसलिए अगर हम dg के लिए कहना चाहते हैं तो यह क्या होगा g के लिए आपको दोनों विपरीत कोनों की पहचान करनी होगी तो विपरीत कोने V और S या S हैं तो हमारे पास होगा dg v × d s × d v के लिए क्या होगा v के विपरीत है -P अब मैं डिफ्रेंशिअल में लिखूंगा इसलिए आप माइनस साइन पर विचार नहीं करते हैं तो यह होगा dg vdP - sdT जो यह अभिव्यक्ति है तो यह है कि हम इन चार गिब्स डुहम समीकरणों के लिए पद को विकसित करने के लिए इस वर्ग का उपयोग कैसे कर सकते हैं अब मैक्सवेल के संबंधों Maxwells relations के बारे में क्या पहले चार जो याद रखने के लिए अधिक जटिल हैं इन संबंधों को विकसित करने के लिए आइए हम फिलहाल माइनस साइन को छोड़ दें तो आइए हम इन दोनों के लिए विचार करें जो s और v है इसलिए इन संबंधों को विकसित करने का नियम है कि हमें या तो क्षैतिज दिशा में जाना है या ऊर्ध्वाधर दिशा में और हम बोलते हैं की कहो के P है और हम P से क्षैतिज दिशा में चलते हैं तब हम लिखेंगे PTयह कुछ ऐसा है जो निरंतर है जो P के समान दूसरी भुजा पर जाने के लिए बराबर होगा इसलिए हम यहाँ भी इस दिशा में जा रहे हैं यह SV के बराबर होगा अर्थात PTsomethingsvsomething और स्थिरांक या सब्स्क्रिप्ट क्या होगा P के लिए हमने जो पहले लिखा है हमने Pके साथ शुरू किया है इसलिए हमें उस विकर्ण को जांचना होगा तो सबस्क्रिप्ट v होगा इसी तरह आपको उस विकर्ण पर जाना होगा जो T है क्या आपने इस संबंध को देखा है यह वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसी तरह दूसरे को विकसित करने के लिए हम फिर से क्षैतिज दिशा में जा सकते हैं लेकिन अब दाईं ओर से बाईं ओर चलना शुरू करते हैं तो नीचे की पंक्ति के लिए हमारे पास TP है जो स्थिर होगा जो Tके विकर्ण में है इसलिए वह s है वह बराबर होगा क्या क्या आप अनुमान लगा सक्ते हो हम दाईं ओर से क्षैतिज रेखा के साथ आगे बढ़ रहे हैं इसलिए हमने T से शुरू किया है और P पर चले गए हैं इसलिए समानांतर पंक्ति पर जाएं जोvs है और सबस्क्रिप्ट v के विपरीत होगा या v के विपरीत विकर्ण P है जो पहला संबंध है तो इस तरह से हम दो संबंधों को विकसित या ठीक कर सकते हैं अब अन्य दो को कैसे प्राप्त करें अन्य दो प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्ध्वाधर का उपयोग करना होगा हम इसे P से s तक स्थानांतरित करते हैं इसी तरह T से v तक तो हम लिख रहे हैं ∂Ps अब आप जानते हैं कि एक कोने में क्या रखा जाए इसलिए हम P से शुरू कर रहे हैं इसलिए विकर्ण के विपरीत में v है जो ∂Tv है और विकर्ण के बराबर होगा और T के विपरीत s है लेकिन यह एक अपवाद है जब आप ऊर्ध्वाधर दिशा में जाते हैं तो आप उससे पहले माइनस साइन लगाते हैं तो आपके पास यहां क्या है क्या आपको यह रिश्ता मिल गया है यह वह संबंध है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं Psv Tvs इसी तरह अब अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं जो कि s से T की ओर शुरू हो रहा है इसी तरह v से T से आगे बढ़ रहा है तो हम SPT vTP और यह चौथा संबंध है जिसे हमने विकसित किया है इसलिए यदि आप इस वर्ग का न्यायिक उपयोग करते हैं तो आप चार गिब्स समीकरणों और चार मैक्सवेल के समीकरणों Maxwells equations में से प्रत्येक को आसानी से ठीक कर सकते हैं और बाद में इसका उपयोग कर सकते हैं इस समीकरण को याद रखने की कोशिश करें मैंने आपको इसे याद रखने के पर्याप्त विकल्प प्रदान किए हैं जैसे कि यह उन मनमोनिक्स में से एक है जिसका हम आम तौर पर पालन करते हैं और इसका उपयोग करते हैं केवल एक चीज जिसे आपको याद रखना है या केवल दो चीजें हैं एक यह मनमोनिक है और दूसरा यह है की ये दक्षिणावर्त दिशा में चलती है एक बार जब आप घड़ी की दिशा में G के साथ शुरू करते हैं तो तल पर आप आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं तो ये गिब्स समीकरण हैं और बाद में मैक्सवेल के संबंध Maxwell's relations हैं जहां हम तापमान आयतन विशिष्ट आयतन और दबाव के साथ एन्ट्रापी के डेरिवेटिव से संबंधित विकल्प पा रहे हैं लेकिन हमने du dh और ds के संबंधों के विकास के उद्देश्य से शुरू किया बेशक गिब्स समीकरण हैं लेकिन जैसे कि अगर आप यहां देखते हैं कि du का समीकरण ds को भी शामिल करता है इसी तरह dh का समीकरण ds को भी शामिल करता है इसलिए अब हमें इस गिब्स समीकरण को अपडेट करने के लिए मैक्सवेल के संबंध Maxwell's relation का उपयोग करना होगा ताकि हम इस ds को बदल सकें और इसे केवल T P और v के संदर्भ में लिख सकें तो आइए हम आंतरिक ऊर्जा में बदलाव के लिए कुछ सामान्यीकृत संबंधों को विकसित करने का प्रयास करें उसके लिए हम मान लेते हैं की u f T v यानी तापमान और विशिष्ट आयतन दो स्वतंत्र गहन गुण हैं जिन्हें हम चुन रहे हैं तो हम लिख सकते हैं 𝑑𝑢 u𝑇vdT uvT dv अब आपका u𝑇क्या है यदि हम एक बंद प्रणाली या बंद स्थिर प्रणाली के लिए ऊष्मप्रवैगिकी का पहला नियम लागू करते हैं तो हम जानते हैं कि du δq - δw हमने प्रति इकाई द्रव्यमान अर्थ में सब कुछ लिखा है और अगर हम एक सरल संपीड़ित स्थिर प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं तो δw Pdv यदि आप δqको वहां से अलग करते हैं तो δq क्या होगा δq du Pdv और अगर हम अब एक निरंतर वॉल्यूम प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई चलती सीमा कार्य नहीं है जिसका मतलब है Pdv 0 जो देता है δq du एक निरंतर वॉल्यूम प्रक्रिया के दौरान dq को इस रूप में दर्शाया जा सकता है CvdT du इसका मतलब है कि u𝑇vCv जहां Cv अचल आयतन पर गुणांक या विशिष्ट ऊष्मा है इसे du के लिए प्रारंभिक पद में डालते हुए अर्थात duu𝑇v dTuvT dv हमको मिलता है 𝑑𝑢 𝐶𝑣 𝑑𝑇 uvT dv अब हम एंट्रोपी को समान दो गहन गुणों T और v के फंक्शन के रूप में लेते हैं S f T v तो हम लिख सकते हैं dss𝑇v dTsvT dv अब हम जानते हैं कि Tds समीकरण है du TdS - Pdv इसलिए यदि हम इस एक्सप्रेशन को ds के लिए रखते हैं तो हमारे पास du इस प्रकार है Ts𝑇v dT TsvT Pdv मैं यहां कई गणनाएं कर रहा हूं मेरा सुझाव है कि आप मेरे समानांतर काम करते रहें ताकि मैं जो कर रहा हूं उसे तुरंत समझ सके बेशक आपके पास मुझे सीधे कुछ भी दोहराने के लिए कहने का विकल्प नहीं है लेकिन आप वीडियो को रोक सकते हैं और जहां भी आपको भ्रम हो वहां वापस जा सकते हैं अब आपके पास du यहाँ प्रारंभिक समीकरण के लिए एक एक्सप्रेशन है यहाँ du अंतिम समीकरण के लिए एक्सप्रेशन है और आप दाहिने हाथ की तरफ देख सकते हैं यहाँ आपके गुणांक या पद dT और dV हैं इसी तरह दूसरे मामले में भी है आपके पास dT और dV है इसलिए यदि आप dT के गुणांक की तुलना करते हैं तो आप लिख सकते हैं Cv T s𝑇v या s𝑇v CvT जब हम एन्ट्रापी के लिए सामान्यीकृत संबंध विकसित करते हैं तो यह हम अगले व्याख्यान में उपयोग करेंगे आइए हम दूसरा भाग लेते हैं तो हमारे पास uvv T svT P अब हम इस विशेष मैक्सवेल के संबंध Maxwell's relation का उपयोग करते हैं और तदनुसार हम इसे प्रतिस्थापित कर सकते हैं svT को Pvv अर्थात uvv T Pvv P इसलिए इसे मूल एक्सप्रेशन के साथ जोड़कर हमारे पास अब है du𝐶𝑣 𝑑𝑇 T PTv Pdv तो अब हमारे पास क्या है बाएं हाथ की ओर देखें यहां हम आंतरिक ऊर्जा या विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं जबकि हमारे पास दाहिने हाथ में क्या है हमारे पास अचल आयतन या विशिष्ट आयतन पर विशिष्ट गर्मी है एक तरफ Cv है और हम केवल तापमान दबाव और विशिष्ट आयतन है इसलिए यदि हम किसी विशेष पदार्थ के PVT संबंध को जानते हैं जैसे कि अवस्था के आदर्श गैस समीकरण के समीकरण आदि तो आप उस ज्ञान और इस Cv के ज्ञान का उपयोग करके आसानी से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कर सकते हैं यदि हम इसे एकीकृत करते हैं तो हम 1 से 2 तक चलने वाली प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तो आप आसानी से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कर सकते हैं u2 u1T1T2CvdTV1V2TPTv Pdv जहा पे T1 प्रारंभिक तापमान है T2 अंतिम तापमान है हम अगली कक्षा में इन संबंधों का उपयोग करने के तरीके के बारे में कुछ अभ्यास करेंगे लेकिन इससे पहले कि आप आंतरिक ऊर्जा में इन परिवर्तनों के लिए इस विशेष संबंध को विकसित करने के लिए इन गणनाओं को अपने दम पर दोहराने की कोशिश करें चलो हम एन्थालपी में परिवर्तन के लिए संबंध विकसित करने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन जल्दी से करे यहाँ हम h को T और P का फंक्शन मानते हैं अर्थात h f T P हम इसी तरह की प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए 𝑑ℎ hTP dT hPT dP और फिर हम एक सरल संपीड़ित बंद प्रणाली के लिए ऊष्मप्रवैगिकी के पहले नियम का उपयोग कर सकते हैं जहां हम लिख सकते हैं δq du δw du Pdv जब दबाव अचल होता है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं d u Pv dh तो एक अचल दबाव प्रक्रिया के लिए dq को निम्न रूप में दर्शाया जा सकता है CpdT dh इसका मतलब है की hPT CP इसलिए हम इसे dh के लिए प्रारंभिक एक्सप्रेशन में प्रतिस्थापित करते हैं 𝑑ℎ 𝐶𝑝 𝑑𝑇 hPT dP तो आपको आगे क्या करना चाहिए जैसे हमने पिछले मामले में किया है यदि आप निश्चित नहीं हैं तो जांच करने के लिए पिछली स्लाइड पर जाएं हम एंट्रॉपी को T और P के फंक्शन के रूप में मानने जा रहे हैं अर्थात s f T P ताकि आप मैक्सवेल के संबंध Maxwell's relation का उपयोग कर सकें इसलिए तो हमारे पास है 𝑑s sTP dTsTT dP अब हम दूसरे गिब्स समीकरण का उपयोग करते हैं जहां हमारे पास है dh Tds vdP TsTP dTvTsTTdP इसलिए यदि आप ऊपर उल्लिखित dh के लिए दो एक्सप्रेशन की तुलना करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं CpTsTP या sTPCpT फिर से यह एक नोट करें यह एक हम अगले व्याख्यान की पहली स्लाइड में उपयोग करेंगे लेकिन हमारी दिलचस्पी दूसरे पद में है जो एक पद है जो dP का गुणांक है जहां हमारे पास है hPpvTsTT v TvTP तो अंत में हम प्राप्त करते हैं dh 𝐶𝑝 𝑑𝑇 v TvTPdP या किसी विशेष प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट एन्थालपी में परिवर्तन को इस रूप में दर्शाया जा सकता है h2 h1T1T2CvdTP1P2v TvTpdP तो एक पदार्थ के PVT संबंध को जानकर और अचल दबाव पर विशिष्ट ताप यानी Cp के तापमान से भिन्न होने के ज्ञान से आप आसानी से एन्थालपी में होने वाले परिवर्तनों की गणना कर सकते हैं तो यह दूसरा संबंध है फिर से मेरा सुझाव है इस विशेष अभ्यास को दोहराकर अपने स्वयं के विशेष संबंध विकसित करने का प्रयास करें एंट्रोपी में बदलाव के लिए पद को विकसित करना तर्कसंगत होगा जहां हम पिछली स्लाइड में विकसित हुए या पिछली स्लाइड में एक तरफ रखे गए इस संबंध का उपयोग करे लेकिन यह मैं अगली कक्षा में करूंगा ताकि मैं आपको इन दोनों संबंधों को विकसित करने के लिए पर्याप्त समय दे सकूं तो कृपया du और dh के लिए इन संबंधों को विकसित करें और अपने आप पर मैक्सवेल के समीकरण Maxwells equations को भी विकसित करे और उस मैक्सवेल स्क्वायर को याद करने के बारे में एक तरीका खोजने या याद करने की कोशिश भी करें ताकि आप किसी भी बाद की चर्चा में उसका उपयोग कर सकें इसलिए मैं आज यहां रुकना चाहूंगा आज हमने जो कुछ किया है उसे जल्दी से संक्षेप में बताने के लिए हमने विशेष रूप से दबाव तापमान और विशिष्ट आयतन जैसे औसत दर्जे की मात्रा के संदर्भ में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन एन्ट्रोपी और एन्ट्रापी को गुण संबंधों के विकास की आवश्यकता के बारे में चर्चा की है फिर हमने एक गणितीय परिप्रेक्ष्य गुण प्रदान कीया है और आंतरिक ऊर्जा एन्थालपी गिब्स मुक्त ऊर्जा और हेल्महोल्त्ज़ मुक्त ऊर्जा जैसी चार थर्मोडायनामिक संभावनाओं को परिभाषित किया है फिर हमने du और dh के लिए चार मैक्सवेल के संबंधों Maxwells relations और सामान्यीकृत संबंधों को विकसित किया और मैं दोहराता हूं कि आप इसे अपने दम पर विकसित करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमने मानक पद्धति का पालन करते हुए काफी सरल गणित किया है लेकिन अगर आप अपने दम पर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप इसे याद नहीं कर पाएंगे इसलिए अगले व्याख्यान में जाने से पहले इसे अपने दम पर करने का प्रयास करें इसलिए बसइतना आज के दिन के लिए है मैं यहां रुकना चाहूंगा और अगले व्याख्यान में हम शुरू करने के लिए एन्ट्रापी के लिए सामान्यीकृत संबंधों को विकसित करने के बारे में चर्चा करेंगे फिर हम देख रहे होंगे कि कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है और फिर हम स्पेसिफिक हिट के बारे में बात करेंगे इसलिए धन्यवाद